अभिवादन और टेल के मॉड्यूल 2 की इकाई 2 में आपका स्वागत है यह कोर्स डिजाइन की भूमिका से संबंधित है पिछली इकाई में जो कि मॉड्यूल 2 की इकाई 1 है हमने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की प्रकृति रेगुलेटरी और एक्रेडिटेशन मैकेनिज्म और इंजीनियरिंग कोर्सेज की विशेषताएं को समझा जिसके अनुसार उन्हें डिजाइन और संचालित किया जाना है हम इन सभी बाधाओं पर जोर क्यों देते रहते हैं किसी भी कोर्स को अलग थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए हमारे लिए एक ऐसी स्थिति बनती जा रही हैं जहां प्रत्येक कोर्स को फैकल्टी मेंबर लगभग अलगाव में देखते है कई कोर्सेस मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं और इन कोर्सेस के माध्यम से हमें कुछ निश्चित आउटकम प्राप्त करने होते हैं तो सभी कोर्सेस की भूमिका होती है और बहुत सारे अंतर्संबंध होते हैं जिनका सम्मान करना होगा इन अंतर्संबंधों और अन्योन्याश्रितताओं को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार करनी होगी

इकाई 2 का मुख्य आउटकम एक कोर्स की भूमिका को समझना तथा इसे छात्रों को अच्छी तरह से सीखने के लिए डिजाइन करना है आइए शिक्षण के कंपोनेंट को देखें यह मॉडल फ़िंक के मॉडल पर आधारित हैइसका संदर्भ एक अलग स्थान पर दिया जाएगा फ़िंक ने सुझाव दिया है कि शिक्षण के चार कंपोनेंट हैं और हम देख सकते हैं कि एक लाइन है जो कक्षा में इंटरेक्शन की शुरुआत को दर्शाती है उदाहरण के लिए विषय वस्तु का ज्ञान और कोर्स का डिजाइन कोर्स शुरू होने से पहले निश्चित होता है थोड़ा सा ओवरलैप होता है और जब कोर्स वास्तव में शुरू होता है तो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शनऔर कोर्स मैनेजमेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कोर्स के संचालन के दौरान प्रमुख हो जाते हैं कोर्स की शुरुआत से पहले विषय वस्तु और कोर्स के डिजाइन का ज्ञान जरूरी है तो मोटे तौर पर यह मॉडल है आइए इन कंपोनेंट में से प्रत्येक को अलग से देखें किसी भी कोर्स के लिए पहली शर्त विषय वस्तु का ज्ञान है शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह उस विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान रखता है जिसे वह वास्तव में पढ़ा रहा है कॉलेज के अधिकांश शिक्षकों की विषय वस्तु पर अच्छी पकड़ होती है और यदि विषय वस्तु समय समय पर बदल रही है तो हमारे पास कई साधन है जैसे नई विषय वस्तु के लिए विभिन्न अल्पकालिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में शामिल होना सभी कॉलेजों में फैकल्टी का चयन उसके विषयों में दक्षता के आधार पर किया जाता है लेकिन शुरुआत में फैकल्टी को अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने से लाभ हो सकता हैं एक बात याद रखनी चाहिए विषय का ज्ञान एक पूर्वापेक्षा है लेकिन शिक्षक छात्रों को सीखने में सुविधा प्रदान करता है सिखाते कैसे हैं यह एक ऐसी कला है जिसे आमतौर पर कोई नया शिक्षक नहीं जानता हो सकता है कि अनुभव के माध्यम से वह कुछ समझ सके लेकिन वह कभी भी औपचारिक रूप से उसमें प्रशिक्षित नहीं होता है और विशेष रूप से शुरुआती शिक्षार्थियों की जरूरतें जब मैं पाठ्यक्रम शुरू करता हूं तो कुछ पूर्वापेक्षाएँ होती हैं जिन्हें उन्हें मास्टर करना होता है वे वास्तव में क्या हैं और मैं अपने छात्रों को अपने वर्तमान कोर्स के लिए कैसे तैयार करूं ये ऐसी चीजें हैं जिनसे सभी फैकल्टी लाभान्वित हो सकते हैं बेहतर शिक्षण और सीखने के लिए विषय वस्तु का ज्ञान आम तौर पर एक बड़ी बाधा नहीं है इसलिए हम इसे हल्के में लेंगे हालांकि समय समय पर सभी फैकल्टीके लिए विषय वस्तु को भी उन्नत करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए पहले से ही सुव्यवस्थित कार्यक्रम उपलब्ध हैं लेकिन हम इस धारणा से शुरू करते हैं कि शिक्षक को विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान है इन दिनों निश्चित रूप से विकिपीडिया और गूगल किसी भी विषय शिक्षक के लिए आसानी से उपलब्ध है अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आता है टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन यह उन सभी इंटरेक्शन के बारे में है जो शिक्षक छात्रों के साथ करते हैं ये इंटरैक्शन क्या हैं इनमें व्याख्यान ट्यूशन सलाह चर्चा ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा छात्रों के साथ संवाद वगैरह शामिल हैं इन सभी साधनों से जो भी बातचीत होती है वे सभी टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन हैं और मजेदार बात यह है कि यदि आप सभी अच्छे औसत या निम्न स्तरीय संस्थानों को देखें तो यह वह कौशल है जो पूरे स्पेक्ट्रम को निम्न से उत्कृष्ट तक ले जाता है यह दुर्भाग्य है की अगर कोई शिक्षक खराब टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन से शुरू होकर उसी स्तर पर बना रहे लेकिन हर शिक्षक इंटरेक्शन में निरंतर सुधार के साथ बहुत कुछ कर सकता है भले ही वह सेवानिवृत्ति के करीब हो उस मामले के लिए कोई भी व्यक्ति जीवन भर टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन में सुधार जारी रख सकता है एक बार जब आप इसे एक शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो आप इस टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन से सीखना या सुधार करना जारी रखेंगे छात्रों को प्रेरित रखने में टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन की प्रमुख भूमिका होती है हम सभी यह जानते हैं लेकिन इस पर ध्यान देना होगा और हमें ऐसी एक्टिविटी प्लान करनी होगी जो टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन को बढ़ाएँ

कोर्स मैनेजमैंट यह कोर्स में विभिन्न इवेंट्स की योजना बनाने और उन्हें लागू करने से संबंधितहै लेकिन इसके कई पहलुओं की योजना और निगरानीसंस्था और विभाग स्तर पर या कभी कभी विश्वविद्यालय द्वारा भी की जाती है आपके पास सामान्य शैक्षणिक गतिविधियों का एक कार्यक्रम है कोर्स कब शुरू होना चाहिए आपकी लेक्चर प्लान कब देना है कब टेस्ट देना है या कब असाइनमेंट देना है पूरी प्रक्रिया या सभी इवेंट्स यहां तक कि ग्रेट के अवार्ड तक निर्धारित होते हैं एक कोर्स में ग्रेड आम तौर पर विश्वविद्यालय के ढांचे या संस्थागत ढांचे के आधार पर निश्चित होते हैं इसलिए यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कुछ अतिरिक्त चीजें जो शिक्षकों को विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए वह है असाइनमेंट और टेस्ट्स में छात्र के प्रदर्शन पर शीघ्र फीडबैक देना यदि वह समय पर दिया जाता है तो छात्र फाइनल में अच्छा परफॉर्म करते है इन दिनों वेबसाइट और इंटरनेट का यूज करके कोर्स मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं यदि आप मूडल जैसा किसी प्रकार का लर्निंग मैनेजमैंट सिस्टम का उपयोग करते हैं तो कोर्स मैनेजमेंट करना बहुत ही सुविधाजनक है इसका मतलब है आप एक असाइनमेंट भेज सकते हैं व्यक्तिगत रूप से ईमेल लिखे बिना या प्रिंटआउट लिए बिना छात्रों के रिस्पांस पर टिप्पणी कर सकते हैं इंटरनेट या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसे बहुत सुविधाजनक बनाता है इन दिनों स्मार्टफोन क्लासरूम इंटरेक्शन के साथ साथ कोर्स मैनेजमेंट का भी अहम हिस्सा बनता जा रहा है कोर्स डिजाइन यह आखिरी कंपोनेंट है इसमें कोर्स आउटकम लिखना शामिल है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि कोर्स के अंत में छात्रों से क्या करने में सक्षम होने की उम्मीद की जाती है कोर्स आउटकम कैसे लिखें यह मॉड्यूल 1 में बताया गया है ऐसे आकलन तैयार करना जो छात्रों से जो करने में सक्षम होने की उम्मीद की जाती है यह एसेसमेंट कोर्स डिजाइन का एक हिस्सा हैजिसमें दोनों फॉर्मेटिव एसेसमेंट और सम्मेटिव एसेसमेंट शामिल है फॉर्मेटिव एसेसमेंट छात्रों को कोर्स आउटकम प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता हैऔर यदि आप कोर्स शुरू करने से पहले यानि सेमेस्टर की शुरुआत में करते हैं तो यह कोर्स डिज़ाइन है आजकल अधिकांश फैकल्टी मेंबर्स केवल उस प्रक्रिया का पालन करते हैं जो उन्होंने छात्रों के रूप में अनुभव की थी तो आप एक प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं लेकिन कुछ अंतर्निहित प्रक्रिया है जिसे आप समझते हैं और आप अपनी व्यक्तिगत कोर्स फ़ाइल उसी के अनुसार तैयार करना शुरू करते हैं एक फैकल्टी की कोर्स फ़ाइल अन्य फैकल्टी मेंबर्स की कोर्स फ़ाइल से भिन्न हो सकती है अधिकांश फैकल्टी मेंबर्स किसी स्टैंडर्ड प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं विभिन्न अध्ययन के माध्यम से यह देखा गया है कि कोर्स डिजाइन में उन समस्याओं को हल करने की सबसे बड़ी क्षमता है जो फैकल्टी अक्सर अपने शिक्षण में सामना करते हैं साथ ही वह सीखने की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं कई बार भले ही आपको अपने विषय में महारत न हों या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन के संबंध में कुछ अंतर्निहित सीमाएं हों एक अच्छा पाठ्यक्रम डिजाइन इनमें से कुछ सीमाओं को पार कर सकता है और फिर सीखने की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है हम आपसे कुछ कोर्स डिजाइन प्रोसेस का पालन करने के लिए कह रहे हैं हम इस मॉड्यूल के हिस्से के रूप में एक प्रक्रिया की पेशकश करने जा रहे हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ अलग करना है तो कृपया जरूर कीजिए लेकिन कुछ अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया का पालन करें शिक्षकों को अक्सर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा में छात्रों का ध्यान लग रहा है वह यह है कि जब वे कक्षा में आते हैं तो क्या वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप कक्षा में 50 55 मिनट के दौरान क्या प्रस्तुत कर रहे हैं या आप कह सकते हैं की छात्र कक्षा में बोर नहीं हो रहा यदि ऐसा होता है तो कुछ समय बाद छात्र मानसिक रूप से क्लास से बाहर हो जाता है इस अर्थ में वह शारीरिक रूप से वहां है लेकिन शिक्षक जो कह रहा है उसका पालन नहीं कर रहा है आप छात्र का ध्यान खो देते हैं अगर मैं जो कुछ भी करता हूं उस पर छात्र का ध्यान नहीं जाता है मैं बोर्ड पर कितना भी अच्छा लिखूं मै जिस भी वाक्य का प्रयोग करूं उसका कोई महत्व नहीं है छात्रों के संबंध में ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है एक और मुद्दा यह है कि छात्रों को असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को स्वयं हल करना चाहिए कभी कभी वह स्वयं यह भी नहीं जानते हैं कि वह उन प्रॉब्लम्स को हल करने में सक्षम हैं या प्रयास नहीं करना चाहते हैं वह पड़ोसी से कॉपी करके हल करने की कोशिश करते हैं हर वर्ग अपनी समझ से काम करता है कोई एक छात्र हल करता है और उसे व्हाट्सएप पर डालता है और फिर अन्य लोग वहां से कॉपी करके असाइनमेंट जमा कर देते हैं लेकिन मुद्दा केवल फॉर्मल सबमिशन का नहीं है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स को हल करना विषय सीखने का एक प्रमुख तरीका है और हमें यह छात्रों को समझाना चाहिए कि उन्हें यह सभी असाइनमेंट स्वयं अपने प्रयासों से करना चाहिए इसका मतलब है कि जब मैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स हल कर रहा होता हूं तो मैं संबंधित ज्ञान के साथ जुड़ रहा होता हूं जितना अधिक मैं ज्ञान के साथ जुड़ूंगा तभी मैं बेहतर सीख पाऊंगा इसलिए जब तक मैं आश्वस्त नहीं हो जाता कि मुझे समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है मैं आवश्यक प्रयास नहीं करूंगा एक और प्रमुख मुद्दा कई बार अगर छात्र कक्षा में आने से पहले तैयारी करके आते हैं तो मैं अपनी कक्षा में बहुत बेहतर कर सकता हूं और मैं चर्चा शुरू कर सकता हूं मैं समस्याओं को हल करने या व्यक्तिगत मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं यह तभी हो सकता है जब छात्र कक्षा में आने से पहले विषय से सम्बन्धित पढ़ कर आए यद्यपि ऐसा बहुत कम ही होता है क्योंकि छात्र कक्षा में इस धारणा के साथ आता है कि जब कक्षा में सब पढ़ाया जाएगा तो वह उस पर कक्षा में आने से पहले समय क्यों लगाए यह दुनिया भर में एक मुद्दा है कि छात्रों को कक्षा से पहले से संबंधित टॉपिक पढ़कर आने के लिए कैसे तैयार किया जाए कुछ विश्वविद्यालयों में और कुछ प्रोग्राम्स में वे इसे अनिवार्य कर देते हैं विशेष रूप से कानून में वे बहुत सारा रीडिंग मटेरियल देते हैं और जो कुछ भी पढ़ा है उसे कक्षा में संबोधित नहीं किया जाता सीधे उस पर अधारित चर्चा शुरू कर देते हैं और यदि छात्र तैयार नहीं होते हैं तो उन्हें कक्षा में कुछ समझ नहीं आ पाता फिर भी एक अन्य प्रमुख मुद्दा रिटेंशन ऑफ नॉलेज का है जब शिक्षक समझाते है तब हमें समझ में आ जाता है लेकिन कुछ समय बाद क्योंकि मै उस ज्ञान का कहीं भी उपयोग नहीं कर रहा हूं उदाहरण के लिए मैं असाइनमेंट की समस्याओं को हल नहीं कर रहा हूं और मैं अभ्यास नहीं कर रहा हूं जब मैं ज्ञान का अभ्यास और उपयोग नहीं कर रहा हूँ यह धीरे धीरे स्मृति से लुप्त होने लगेगा तो ये पूअर रिटेंशन ऑफ नॉलेज होगा ये कुछ प्रमुख समस्याएं हैं जिनका शिक्षकों को कोर्स डिजाइन में सामना करना पड़ता है हम यह नहीं कहेंगे कि कोर्स डिजाइन इन सभी समस्याओं का समाधान करेगा लेकिन इन समस्याओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है यदि आप एक व्यवस्थित कोर्स डिजाइन करते हैं तो इनमें से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है आइए हम इस संबंध रिलेशनशिप तथा इंटर डिपेंडेंसी डायग्रामको देखें तो इनमें से कोई भी पूर्ण नहीं है यदि आप थोड़ा और ध्यान से देखें हैं या इन कारकों को एक साथ अलग तरीके से देखें तो एक अलग सा चित्र बना सकते हैं आइए विभिन्न मुद्दों को देखें यहां यदि आप एक पाठ्यक्रम के चार घटकों को देखते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टीचर स्टुडेंट इंटरेक्शन कोर्स मैनजमेंट और कोर्स डिजाइन subject knowledge student teacher interaction course management and course design तो इन चार घटकों को एक साथ कोर्स डिजाइन या इंस्ट्रक्शन डिजाइन कहा जा सकता है और वे वास्तविक निर्देश की ओर ले जाते हैं ग्रेड देने से पहले आप इंस्ट्रक्शनटेस्ट एग्जाम्स और असाइनमेंट देते हैं हम यह भी मानते हैं कि यदि छात्रों को अधिक अंक मिलते हैं तो आउटकम बेहतर होंगे उपलब्धि को छात्र द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर प्राप्त अंकों के माध्यम से मापा जाता है लेकिन ग्रेड या अंक अटैनमेंट ऑफ़ आउटकम बताएंगे बशर्ते मूल्यांकन सही हो अगर मैं बहुत सरल असाइनमेंट देता हूं मुख्य रूप से याद रखने से संबंधित और बहुत अनुमानित प्रश्न तो ग्रेड वास्तव में आउटकम की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं यदि छात्र के प्रदर्शन का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता है तो दो चीजें हो सकती हैं मैं मूल्यांकन में उदार हो सकता हूं उदाहरण के लिए मैं सिर्फ 5 में से 5 देता हूं भले ही उसने उत्तर का दसवां हिस्सा सही लिखा हो या मैं 5 में से 4 दूंगा या कभी कभी मैं मूल्यांकन में बहुत सख्त हो सकता हूं दोनों तरह से परिणाम प्रभावित होते हैं अगर मैं सख्त हूं तो ग्रेड कम होंगे यदि मैं मूल्यांकन में उदार हूं तो मैं अधिक अंक दे रहा हूं लेकिन अधिक अंक का मतलब यह नहीं है कि बेहतर आउटकम प्राप्त हुए हैं एक और अन्य घटक है है जो अभी भी पूरी दुनिया में हो रहा है असिस्टेड परफॉर्मेंस असिस्टेड परफॉर्मेंस जिससे हम सभी परिचित हैं मैं एक छोटा क्वेश्चन बैंक बनाता हूं मैं आपको 20 प्रश्न देता हूं जिनमें से 15 परीक्षा में पूछे जाएंगे यह कुछ अर्थों में असिस्टेड परफॉर्मेंस है मैं दूसरी तरफ देखता हूं जब लोग एक दूसरे से नकल करते हैं या परीक्षा के दौरान खुद प्रशिक्षक आकर कुछ सहायता दे देते हैंओह आप इसे गलत कर रहे हैं आपने यह गलत धारणा बना ली है कुछ ऐसे संकेत जो आप छात्र के परीक्षा लिखते समय देते हैं हमने इसे 1 असिस्टेड परफॉर्मेंस कहा यदि यह 1असिस्टेड परफॉर्मेंस पूरी तरह से अनुपस्थित है तो ग्रेड अटैनमेंट ऑफ़ आउटकम को सही मायने दर्शाएगा अन्यथा नहीं इसलिए आउटकम को ग्रेड द्वारा केवल तभी दर्शाया जाता है जब असेसमेंट सही हो असिस्टेड परफॉर्मेंस न हो और अब ग्रेड और मार्क्स न केवल आपके इंस्ट्रक्शन से बल्कि छात्र द्वारा किए गए प्रयास से भी तय होते हैं वह प्रयास कब करता है यह उसके परसेप्शन ऑफ असेसमेंट पर निर्भर करता है जब छात्र को लगता है कि चुनौती का एक सही स्तर है यदि यह बहुत कठिन है तो वह प्रयास नहीं करेगा यदि यह बहुत आसान है तो वह प्रयास नहीं करेगा कभी कभी इन सब के बावजूद कुछ ऐसे विषय होते हैं जिसमें उसकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है इसलिए वह उस विषय को सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता अतः शिक्षक को इस अरुचि के कारणों का पता लगाने के लिए कुछ समय देना होगा जब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक विद्यार्थी का प्रयास उचित नहीं होगा इस प्रयास से उचित ग्रेड या अंक प्राप्त हो सकते हैं यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किसी विचाराधीन कोर्स के लिए प्री रिक्विस्ट आउटकम प्राप्त हुए या नहीं क्या छात्र को कोर्स के लिए जरुरी जानकारी है सभी छात्रों में एक समान संज्ञानात्मक क्षमता नहीं होती है कुछ लोगों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है और कुछ लोग बहुत तेजी से किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं इस क्षमता को आप जो भी कहें आईक्यू या आप इस संज्ञानात्मक क्षमता को कोई और नाम देना चाहते हैं यदि मेरा IQ अधिक है तो मेरे बेहतर प्रदर्शन की संभावना है हरे रंग में चीजों को देखें वे सभी कोर्स डिजाइन या इंस्ट्रक्शन डिजाइन से संबंधित हैं यह एक ऐसा रिश्ता है जिससे एक शिक्षक को परिचित होना चाहिए अच्छे कोर्स की क्या विशेषताएं हैं अच्छे कोर्सेस छात्रों को लर्निंग के सभी लेवल कॉग्निटिव और अफेक्टिव लेवल पर चुनौती देते हैं वे नए ज्ञान के साथ सक्रिय जुड़ाव रखते हैं आप कोर्स डिजाइन में एक्सरसाइज ऐसे प्लान करते हैं कि छात्रों को इस नए ज्ञान के साथ लगातार जुड़ने की आवश्यकता होती है अच्छे कोर्सेस में ऐसे शिक्षक होते हैं जो भावुक होते हैं या विषय से प्यार करते हैं अपने छात्रों टीचिंग और लर्निंग के लिए चिंतित हैं अच्छे शिक्षक छात्रों के साथ अच्छी तरह से बातचीत करते हैं उनके पास फीडबैक असेसमेंट और ग्रेडिंग की अच्छी प्रणाली होती है अधिमानतः आईसीटी टूल्स का उपयोग करते हुए अच्छे कोर्स में ऐसे अनुभव शामिल होते हैं जो PO6 से PO12 तक के कुछ आउटकम प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें प्रोफेशनल आउटकम भी कहा जाता है क्योंकि पहले कोर्स केवल टेक्निकल कंटेंट पर केंद्रित थे न कि कम्युनिकेशन टीम वर्क कंटीन्यूअस लर्निंग समाज पर टेक्नोलॉजी के प्रभाव आदि से संबंधित प्रोफैशनल आउटकम पर हालांकि हर कोर्स सभी प्रोफैशनल आउटकम को संबोधित नहीं करेगा उनमें से कम से कम कुछ को एक कोर्स द्वारा संबोधित करने की आवश्यकता है इन सभी जटिल तत्वों जिन्हें हमने पहचाना है उन को संबोधित करने के लिए एक निश्चित फ्रेमवर्क और प्रोसेस की आवश्यकता है यह ढांचा एनबीए और एआईसीटीई द्वारा प्रदान किया जाता है जो विभिन्न कोर्स के बीच संबंधों की पहचान करता है एनबीए निर्धारित करता है कि हमें घोषित कोर्स आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम को प्राप्त करने की आवश्यकता है हम ये सब कैसे करते हैं जब मैं इसे स्वयं से करता हूं तो हो सकता है कि मैं सभी विवरणों पर उचित रूप से ध्यान नहीं दे रहा हूं इसलिए हमें एक फ्रेमवर्क और प्रोसेस की आवश्यकता है हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोसेस की आवश्यकता है कि सीखना एक निश्चित ढंग से हो बल्कि स्पेसिफिक मीजरेबल आउटकमके साथ एक प्रक्रिया का उपयोग करके हो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन के रूप में जाना जाने वाला फ्रेमवर्क शिक्षकों को गाइडलाइन प्रदान करता है जिनका पालन कोर्स बनाने के लिए किया जा सकता है ये केवल गाइडलाइन हैं यह नहीं कहेगा कि आपको इसे बिल्कुल एक विशेष तरीके से करना है यह केवल गाइडलाइन देता है लेकिन यदि आपको एक ढांचा या एक इंस्ट्रक्शन डिजाइन मॉडल पसंद नहीं है तो आप कुछ और चुन सकते हैं और उसी के अनुसार अपना कोर्स तैयार करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से कई फैकल्टी मेंबर्स को लगता है कि किसी भी फ्रेमवर्क का उपयोग प्रतिबंधात्मक है और स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है जिसे सीखने से जोड़ा जाना चाहिए कोई भी ढांचा जो कुछ भी सुझाता है कई फैकेल्टी की पहली प्रतिक्रिया यही होती है की वह शिक्षा नहीं है शिक्षा का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता जिसे शिक्षक और छात्रों को अपने अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है कभी कभी यह एक बहाने की तरह लग सकता है और कभी कभी यह बहुत दृढ़ विश्वास होता है कि कोई भी फ्रेमवर्क शिक्षण और सीखने के करीब नहीं आना चाहिए फ्रेमवर्क वास्तव में आपके किसी भी एकेडमिक डिसिजन को प्रतिबंधित नहीं करता है अपनी पसंद के फ्रेमवर्क का पालन करके आप अपने छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए एक बेहतर काम कर सकते हैं कई आईएसडी मॉडल हैं जिन्हें व्यापक संदर्भों में विकसित और अभ्यास किया गया है इस मॉड्यूल में हम एडीडीआईई नामक आई एस डी मॉडल का उपयोग करते हैं एडीडीआईई एनालिसिस डिज़ाइन डेवलपमेंट इंप्लीमेंट और इवेलुएटAnalysis Design Development Implement and Evaluate का संक्षिप्त रूप है और हम एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी के लर्निंग टीचिंग और असेसमेंट की टैक्सोनोमी कावर्m उपयोग करेंगे इसलिए मॉड्यूल 2 में हमारा ढांचा एंडरसन ब्लूम विन्सेंटी टैक्सोनॉमी और एडीडीआईई ढांचे पर आधारित है एक एक्सरसाइज के रूप में हम आपसे अपने कोर्स को डिजाइन करने में अपनाई जाने वाले प्रोसेस का वर्णन करने का अनुरोध करते हैं यदि आप उन्हें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स के रूप में या डायग्राम के रूप में कैप्चर कर सकते हैं तो हम आपके विकल्प का भी पता लगाना चाहेंगे ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसे सभी को पालन करने की आवश्यकता हो यदि आप इस विशेष ईमेल आईडी पर इंस्ट्रक्टर्स के साथ अपनाई जाने वाले प्रोसेस को साझा कर सकते हैं तो हम आपके आभारी होंगे अगली इकाई में हम इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन मॉडल की प्रकृति और विशेष रूप से एडीडीआई की विशेषताओं को समझने की कोशिश करेंगे ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद